इसलिए हमने यह गणना की और हम पाते हैं कि अगर आप स्टैंडबाय मोड में जाते हैं तो पावर खपत केवल 066 वाट हैं शानदार तो इसके बाद अब हम देखते हैं तो वह किसके साथ शुरू हुआ हमने समस्या के साथ शुरुआत की कैसे बीयरिंग स्थिति क माप करें और जब हमने कहा कि हम बेयरिंग की स्थिति देख रहे हैं हमने कहा कि हमें बेयरिंग का तापमान मापने दें और हमने देखा तापमान एक अच्छा संकेतक है और हम तापमान को सीधे माप नहीं सकते क्योंकि गैर आक्रामक तरीके से ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा तो हम देखने लगे चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करने के तरीके को और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन को देखें और एक तरीके से आप जानते हैं कि चुम्बकीय क्षेत्र में परिवर्तन बेयरिंग तापमान के बढ़ने से संबंधित है और हमने कहा कि यह मानचित्रण है जिसे आपको स्थापित करना है और फिर हमने साधारण डेमो को एक साथ में डाला मेरा मतलब है ग्राफिक जिसने वास्तव में लैब स्केल सिस्टम दिखाया जो अब वास्तव में किया जाएगा आप जानते हैं कि वास्तव में वही इस मापन को करेगा अब अगर आप तापमान के इस मामले को लेते हैं यह तापमान माप बिल्कुल भी तुच्छ नहीं है nontrivial और आपको करना होगा एक सेंसर को सिर्फ एक उदाहरण के रूप में देखें तो हम सिर्फ देखते हैं इस पाठ्यक्रम में यदि आप सिर्फ तापमान के साथ शुरू करते हैं एक महत्वपूर्ण सेंसर के रूप में तो यह माप यह कभी भी तुच्छ नहीं होने वाला है और यह तापमान माप उस परिदृश्य पर भी निर्भर करता है जिसके तहत आप किस तरह के अनुप्रयोग का प्रयास कर रहे हैं वह जो आप उस परिदृश्य को बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके तहत आप वास्तव में यह माप बना रहे हैं यदि आप नई प्रसव निगरानी का मामला उठाते हैं यदि आप बच्चे की निगरानी का मामला उठाते हैं विशेष रूप से नवजात शिशुओं के मामले को आप उन्हें किसी कारण से मापना चाहते हैं तो जिस तरह से आप वास्तव में ऐसा माप करते हैं वह एक प्रकार का है अगर आप बेयरिंग स्थिति की निगरानी कर रहे हैं यह एक और प्रकार है अगर आप सिर्फ गर्मी का पता लगाना देखना चाहते हैं एक अन्य प्रकार है तो यह सब चीजें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बस इस एक महत्वपूर्ण तापमान माप को देखते हैं जो अनिवार्य रूप से आप वास्तव में IR तापमान को देख रहे हैं अवरक्त तापमान आप आईआर तापमान थर्मल सेंसर देख रहे हैं अनिवार्य रूप से आप बहुत कुछ करने में सक्षम होंगे आपके लिए इन चीजों की इसलिए यदि आप आईआर तरीकों का उपयोग करके तापमान के इस माप को देखते हैं अवरक्त तापमान सेंसर तापमान सेंसर का उपयोग कर आप उनमें से कई के पार पहुंचेंगे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए यदि आप एक ऑटोमोबाइल लेते हैं और आप चाहते हैं एक ऑटोमोबाइल के भीतर का तापमान मापें आपके पास विभिन्न प्रकार के तापमान सेंसर हैं उस अनुप्रयोग के लिए इसकी तुलना में हमें खेद है कि मुझे इसे कनेक्ट करना है और एक और पहिया दिखाने के लिए ताकि यह स्थिर हो सही इसलिए हमें एक और पहिया दिखाने की जरूरत है और अनिवार्य रूप से हम एक ऑटोमोबाइल के अंदर तापमान के माप को देख रहे हैं तो क्यों आप एक ऑटोमोबाइल के अंदर तापमान को मापना चाहते हैं सिर्फ इसलिए हम कहते हैं सब कुछ ईंधन दक्षता से जुड़ा हुआ है तो आप हम कह रहे हैं के पास एक एसी बस है और आप देख रहे हैं कि इस के अंदर एसी कितना अच्छा है और यह एसी इस बस के अंदर कितना अच्छा काम कर रहा है जो बस के अंदर के क्षेत्र हैं या एक ऑटोमोबाइल जहां एसी अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है यह कहाँ है कि यह ठीक से ठंडा नहीं कर रहा है तो आप देख रहे हैं हम कहते हैं तापमान के एक विशेष माप को सिस्टम के अंदर बंद ऑटोमोबाइल के अंदर यहाँ तो आप वहां एक प्रकार का तापमान सेंसर लगाते हैं और आप वास्तव में इसके सटीकता के बारे में इतनी चिंता नहीं करेंगे प्लस माइनस 1 डिग्री से भी लेकिन अगर आप जानते हैं कि मैं कहता हूं मैं उपयोग करने जा रहा हूं मुझे एक बच्चे की निगरानी सिस्टम के सटीक तापमान की निगरानी की आवश्यकता है एक नवजात निगरानी प्रणाली सही उचित तरीका जिससे आप संपर्क आधारित माप करते हैं एक नवजात शिशु की बच्चे के तापमान की निगरानी मलाशय मापहै सब कुछ माप के संबंध में है मलाशय माप के साथ तो मैं कहूंगा रेक्टल प्रोब वास्तव में अधिकांश अस्पतालों में इंसान के शरीर के मुख्य तापमान के सटीक माप के लिए उपयोग किया जाता है लेकिन यह आपके लिए कभी भी आसान नहीं होगा जब आप एक अस्पताल के बाहर हैं आप बस तापमान मापना चाहते हैं तो अगर यह कभी भी आसान नहीं होने जा रहा है ऐसे अन्य तरीके हैं जिनके द्वारा आप वास्तव में कोर बॉडी तापमान को माप सकते हैं अब आप इस कोर बॉडी को मापने के लिए IOT सिस्टम का निर्माण करना चाहते हैं शरीर के मुख्य तापमान के जितना करीब संभव है लेकिन आप एक नॉन इनवेसिव विधि का उपयोग करना चाहते हैं नॉन इनवेसिव विधि एक अन्य कारण से भी आकर्षक है खासकर यदि आप शरीर के तापमान देख रहे हैं या रोगी के आसपास कुछ भी और निगरानी कर रहे हैं और आगे और क्योंकि आप संक्रमण से संपर्क नहीं करना चाहते हैं तो अगर कुछ संक्रमण के कारण जो संक्रामक है शरीर के तापमान में वृद्धि होती है तो आप नहीं चाहते कि लोग आपके आस पास आप जानते हैं आप नहीं चाहते कि लोग उस विशेष संक्रमण से संपर्क करें तो एक नॉन इनवेसिव विधि भी उपयोगी है इसलिए क्योंकि आप संक्रमण से बचना नहीं चाहते हैं तो तुम क्या करते हो यदि आप मानव के मुख्य शरीर के तापमान के लिए अब इस तरह के तापमान को मापना चाहते हैं हमारा कहना है कि हम मानव या नवजात शिशु अब आप एक तकनीक की माप के लिए जाएंगे जिसे आप कहते हैं आप जानते हैं कि आप इस प्रणाली को यहाँ देखते हैं मैं आपको इसकी ओर इशारा करता हूँ यहाँ यह प्रणाली आपके पास यहाँ यह अच्छा छोटा सा सेंसर है जो सेंसर आप देखते हैं कि वे यहाँ अंदर हैं यह एक बैटरी पैक है हमने इसे लैब में किया तो मैं सिर्फ एक लैब स्केल बैटरी पैक रखता हूं और आप अंदर क्या देखते हैं अनिवार्य रूप से एक मेडिकल ग्रेड है यह मूल रूप से एक मेडिकल ग्रेड IR थर्मामीटर हैमेडिकल ग्रेड थर्मामीटर इसका क्या मतलब है इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप तो इसका सीधा मतलब है कि सटीकता एक बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर है और वह सटीकता 01 डिग्री सेल्सियस है आपको बनाए रखना होगा किसी भी चिकित्सा के लिए आपने सटीकता माप को बनाए रखा है सटीकता 01 डिग्री सेल्सियस के करीब ऐसा नहीं हो सकता है हम यह कैसे मापते हैं कि आप यह कैसे सुनिश्चित करते हैं आप एक शरीर का मुख्य तापमान का माप कैसे बनाते हैं सही मुझे इसे ठीक से कोर बॉडी तापमान माप लिखने दें जैसा कि मैंने कहा कि यह तुच्छ नहीं है आप ऐसा कैसे करेंगे मैं आपको एक प्रदर्शन दिखाता हूं कि वास्तव में यह कैसे किया जाता है एक सरल तरीका एक तरीका और शायद एक तरीका जिसके द्वारा एक तकनीक जिसके द्वारा आप करते हैं की आप इस तापमान को पकड़ते हैं इस थर्मामीटर को अपने माथे की तरफ से अनिवार्य रूप से मंदिर क्षेत्र मंदिर आप दूरी को देखते हैं कि वहाँ एक शंकु है यहाँ मैं बस शंकु की दूरी को समायोजित करें आप इस बटन को यहां दबाएं जिसे आप देखते हैं कि आप यहां बटन दबाएं और आपको माप करने में सक्षम होना चाहिए और यह मान कहां से आया होगा यह मान जो पढ़ा जा रहा है वह वास्तव में आपके फोन पर एक साधारण मोबाइल फोन पर आएगा इस तरह एक फोन हमें कहना चाहिए एक फोन इस तरह का सक्षम होना चाहिए कि आप एक माप बनाने को सक्षम हो और इस मोबाइल फोन पर इस मूल्य को प्रदर्शित करने में सक्षम हो किस तरह का संचार है जिसकी आप बात कर रहे हैं इस उपकरण और फोन के बीच खैर अक्सर लोग जो बात करते हैं वह है ब्लूटूथ कम ऊर्जा कम ऊर्जा को BLE भी कहा जाता है BLE के विभिन्न मानक मौजूद हैं जिनका हमने पिछली बार उल्लेख किया था BLE एक तरह का संचार लिंक है संचार लिंक अनिवार्य रूप से एक ब्लूटूथ कम ऊर्जा लिंक है अब मैंने यह माप कैसे बनाया मैंने यह माप तापमान को पढ़कर बनाया है तपिश द्वारा मैं अस्थायी धमनी द्वारा उत्सर्जित कहूँगा टेम्पोरल आर्टरी देखें कि कुछ समानांतर चल रहा है समानांतर में कुछ चल रहा है हर समय हम भारी समय बिता रहे हैं यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक माप बनाना चाहते हैं तो विचार वास्तव में होता है जब आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स के डिजाइन के बारे में बात करते हैं तो आपको आवेदन को ध्यान में रख करना होगा यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है तो मैं कहने जा रहा हूं आवेदन आवेदन बहुत महत्वपूर्ण है सबसे महत्वपूर्ण मैं कहूंगा क्यों अगर देखो बॉल बेयरिंग के तापमान की स्थिति की निगरानी के संबंध में हमने क्या किया तो हम तापमान को मापते हैं यह एक सीधा माप नहीं था क्योंकि हमने इसे गैर आक्रामक बनाना बहुत मुश्किल पाया है क्योंकि बीयरिंग बहुत गहराई से ऑटोमोबाइल के अंदर एम्बेडेड होते हैं किसी भी घूर्णन मशीनरी या किसी भी घटक के वहाँ तो वहाँ माप करना बहुत मुश्किल है इसलिए हमने अप्रत्यक्ष तरीके से मापना शुरू कर दिया कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ इस के साथ भी हम शरीर के मुख्य तापमान को माप रहे हैं जो वास्तव में एक आक्रामक विधि के साथ का उपयोग करके किया जाएगा जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि हम शरीर के मुख्य तापमान का माप उपयोग कर रहे हैं थर्मिस्टर स्विच का उपयोग करके सॉरी अनिवार्य रूप से शरीर के तापमान माप के साथ हमने क्या कहा था उसको रेक्टल प्रोब सॉरी तो रेक्टल प्रोब सही हमने रेक्टल प्रोब का उपयोग करते हुए रेक्टल प्रोब माप के बारे में कहा इसलिए अब हम अच्छी तरह से कह रहे हैं कि रेक्टल प्रोब मुश्किल है क्योंकि हम रेक्टल प्रोब इतनी आसानी से नहीं डाल सकते हैं विशेष रूप से घरों में क्योंकि यह सब अस्पतालों में संभव होगा हमने कहा कि हम इसे लगाकर एक माप करेंगे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के इस छोटे से टुकड़ा का प्रयोग पर इस ड्राइविंग सिस्टम को ऑन करें जो अनिवार्य रूप से एक मोबाइल फोन को संचार करता है एक मोबाइल फोन को इस तरह और हम अनिवार्य रूप से फोन और इस उपकरण के बीच ब्लूटूथ कम ऊर्जा का उपयोग कर सकते है और यह वास्तव में अस्थायी धमनी को माप रहा है तो आप अब देखते हैं रुचि का एक ही तापमान रुचि का वही पैरामीटर लेकिन विभिन्न परिदृश्यों के लिए आप को IOT डिवाइस की जरूरत है IOT सिस्टम जिसे आप बनाने जा रहे हैं पूरी तरह से अलग दिखता है सेंसर अलग है जिस तरह से आप मापते हैं वह अलग है जिस तरह से आप उत्पाद को पैकेज करते हैं वह अलग दिखने वाला है उदाहरण के लिए यह 3 डी प्रिंटेड के साथ था यह एक 3 डी प्रिंटेड मॉड्यूल है आप इस शंकु को देखें यह शंकु क्योंकि आपको यथासंभव अस्थायी धमनी के करीब होना है जाहिर है अगर आप इसे नवजात शिशु के लिए लगाने जा रहे हैं विशेष रूप से एक दिन दो दिन के जन्मे शिशुओं में यह बहुत नरम सामग्री से बना होना चाहिए आप कुछ भी परेशान नहीं कर सकते देखने में त्वचा इतनी कोमल है आप वहां कुछ भी परेशान नहीं करना चाहते हैं तो वास्तव में यह पूरा पैकेजिंग नवजात शिशु के लिए बहुत अनुकूल होगा ठीक तो वह एक और चीज़ है अब हम कहते हैं कि आप अभी भी मापना चाहते हैं कि आप इस तापमान माप का नए प्रसव के लिए उपयोग करना चाहते हैं लेकिन आप शरीर के मुख्य तापमान को मापना नहीं चाहतेलेकिन आप हम कह सकते हैं इनक्यूबेटर मापना चाहते हैं ठीक तो इनक्यूबेटर यह अभी भी शिशुओं के लिए है लेकिन आप उस इनक्यूबेटर तापमान को माप रहे हैं आप आगे बढ़ सकते हैं कुछ इस तरह आप ऐसा कुछ कर सकते हैं यह क्या है आइए हम इसमें थोड़ा गहराई से जाने आप देखेंगे कि यह वही सेंसर है जिसे आपने इस सिस्टम में यहां देखा था ठीक लेकिन यहां दो हैं आप देख सकते हैं कि यहां दो हैं और यह वही संचार है जिसे आप एक फोन पर वापस फोन के साथ करना चाहते हैं लेकिन ये दोनों एक सेंसर के बजाय दो हैं जो इस छोटे से डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जुड़ा हुआ है मैं इस डिवाइस का नाम लिखूंगा यह एक बहुत ही दिलचस्प इलेक्ट्रॉनिक का टुकड़ा है जिसे आप काफी स्वतंत्र रूप से खरीद सकते हैं और इसे कहा जाता है ब्लेंड माइक्रो नामक एक कंपनी से ब्लेंड माइक्रो अनिवार्य रूप से वे मिश्रित हैं अनिवार्य रूप से वे Arduino के सभी मिश्रित है सीधे काम करेंगे इस ब्लेंड माइक्रो प्रणाली पर इस पर जो मैं यहां दिखाता हूं हमें वापस ध्यान केंद्रित करने दें यह ब्लेंड माइक्रो से सामने है वास्तव में इसके पास जो है एक SOC जैसा कि हमने पिछले समय चर्चा की थी यह नॉर्डिक सेमीकंडक्टर से है इसमें एक BLE है ब्लूटूथ कम ऊर्जा संचार लिंक और यह भी जब से यह एक आर्म माइक्रोकंट्रोलर है यह उससे पढ़ने में सक्षम है नहीं मुझे नहीं लगता कि यह आर्म है मुझे खेद है मुझे नहीं लगता कि यह आर्म है मुझे उस पर यह देखना होगा ध्यान से आपके पास वापस आने के लिए लेकिन कोई बात नहीं यह एक SOC है जिसके पास एक माइक्रोकंट्रोलर है और इसमें एक रेडियो होता है जिसमें से अनिवार्य रूप से एक ब्लूटूथ कम ऊर्जा रेडियो प्रणाली होता है यह इस से पढ़ने में सक्षम है इसके साथ ही इस प्रणाली से भी क्योंकि यह अब वास्तव में एक इनक्यूबेटर में रखा गया है और बच्चे को इस के ऊपर रखा गया है ठीक हालांकि यह एक बेसिनेट की तरह है जिसे नीचे रखा गया है और किसी तरह आप सब कुछ पैकेज करते हैं और फिर आप बच्चे को ऊपर रखते हैं आप मापना चाहते हैं या तो आप माप सकते हैं बच्चे को इनक्यूबेटर बेबी तापमान को या तो दो स्थानों से इस तरीके से कि वह पूरा तापमान इकट्ठा करने में सक्षम हो बंद एक नवजात का नया इनक्यूबेटर के यह संभव है कि आप उसका काफी सटीक माप कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि हमने इन दो को माउंट करने के लिए इस पीसीबी को बनाया है और इसलिए मुझे यह चित्र आपके लिए खींचना चाहिए क्योंकि सब कुछ बारे इस में है कैसे आप IOT कोर्स के लिए डिज़ाइन का निर्माण करते हैं आप इस तरह के सिस्टम का निर्माण कैसे करते हैं तो मैं फिर से आपके लिए इस तस्वीर को अमूर्त कर दूं एक माइक्रोकंट्रोलर है ठीक एक माइक्रोकंट्रोलर है और एक मेडिकल ग्रेड IR थर्मामीटर है थर्मो सॉरी मुझे लिखने दो यह फिर से थर्मामीटर यह एक है और सादगी के लिए मैं यहां दूसरा दिखाऊंगा यह 2 है यह फिर से वही है ठीक मेडिकल ग्रेड थर्मो मीटर वैसे अगर आप ऐसी प्रणाली के निर्माण में रुचि रखते हैं आप मेलैक्सिस को देख सकते हैं मेलाक्सिस एक यूरोपीय कंपनी है वे इन IR मेडिकल ग्रेड IR थर्मामीटर को नवजात अनुप्रयोग के लिए बनाते हैं अब हमें वापस आना चाहिए यदि आप माप करना चाहते हैं हम कहते हैं उसका आप एक थर्मल प्रोफाइलिंग करना चाहते हैं थर्मल थर्मल तो मुझे इसे बिगाड़ने दे थर्मल प्रोफाइलिंगइसऑटोमोबाइल की थर्मल प्रोफाइलिंग आप किस प्रकार के सेंसर का उपयोग करेंगे इस से पहले हम आपको इस प्रश्न का उत्तर दे मैं आपको इस तापमान माप मुद्दे पर कुछ दिखाऊंगा संदर्भ समय 1918 मैं जो करने जा रहा हूं मैं आपको एक अच्छा विचार दिखाने जा रहा हूं जो मैंने कई साल पहले लैब में आजमाया था और सिर्फ मज़े के लिए आप जानते हैं कि आप बहुत कुछ अच्छी बातें कर सकते हैं यह हर बार तकनीक के बारे में नहीं है यह आपके विचार के बारे में है कि किस तरह के ऐसे विचार है जो आप एक साथ उत्पन्न कर सकते हैं और एक बहुत ही सरल प्रणाली को अपने स्थान पर रख सकते हैं वास्तव में यदि आप मानव शरीर के तापमान का मापन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं जैसा कि मैंने सही तरीका कहा कि रेक्टल अन्यथा अस्थायी धमनी इस छोटे से IR थर्मामीटर का उपयोग करते हुए हमारे लौकिक क्षेत्र पर स्कैन करें और फिर आप किसी तरह लौकिक क्षेत्रों को पकड़ते हैं क्योंकि इसमें सबसे अधिक तापमान होगा आप उस मूल्य को पढ़ते हैं और फिर आपने कहा यह मुख्य शरीर के तापमान के बहुत करीब है क्या आपको वह सब करना है सिर्फ एक पहले तापमान का संकेत प्राप्त करने के लिए नहीं आपको ऐसा नहीं करना है आप क्या कर सकते हैं आप लिक्विड क्रिस्टल थर्मामीटर प्राप्त कर सकते हैं इसे बाजार में लिक्विड क्रिस्टल थर्मामीटर कहा जाता है किसी भी फार्मेसी की दुकान में 40 50 रुपये या शायद 100 रुपयेआपको एक थर्मल मिलता है यह सरल जिसे आप बस खरीद सकते हैं और इसे अपने माथा के ऊपर रख सकते हैं अब जब आप इसे अपने माथे पर लगाते हैं शरीर के तापमान के आधार पर एक रंग को इंगित करने जा रहा है सही वह विशेष रंग पट्टी में प्रकाशित होगाआप देख सकते हैं मैंने जो किया है कि शरीर के मुख्य तापमान का यहाँ एक विशेष संकेत है बीच में यहाँ मैं आपको यहां थोड़ा और विस्तार से दिखाता हूं तो आप उनमें से एक को यहां देख सकते हैं वास्तव में हाँ तो इसे सही ढंग से इंगित करना चाहिए उनमें से एक यह इंगित करेगा प्रकाश करेगा और फिर एक अलग रंग के लिए यहाँ एक ही मानचित्रण है अलग अलग रंगों के लिए यहाँ मैं क्या करूँगा की मैं उन रंगों को इस कीबोर्ड पुराने नोकिया फोन में मैप करूँगा सुंदर फोन एक सरल एप्लीकेशन यहाँ लिखने के लिए इसको यहां माफ करें और कोई यहां बटन दबाता है बस उस रंग के आधार पर होगा जो उन्होंने वहां पहचाना है एक व्यक्ति बस यहाँ संबंधित बटन दबा सकता है और उसमें से पूरी जानकारी बाहर जा सकती है संवाद स्थापित कर सकती है तो आप देख सकते हैं कि अगर मानले ग्रामीण क्षेत्रों में या आपके पास एक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र है या आपके पास ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि वे रंगों की पहचान करने ठीक से में सक्षम हैं लेकिन आप जानते हैं कि एक संदेश को भेजना मुश्किल है वे बच्चे को मॉनिटर करने की कोशिश कर रहे हैं या रोगी की निगरानी करने की कोशिश कर रहे हैं और वे बहुत सरल प्रणाली का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं यह बहुत कम लागत है आप इसे कहीं से भी गुणवत्ता के आधार पर 40 से 100 रुपये में खरीद सकते हैं बस इसे यहाँ रखें पहचान करें कि उनमें से कौन सा वास्तव में हाइलाइट हो गया है नीचे दिए गए रंग के अनुसार आप इसे इस फोन पर भेजते हैं उस बटन को दबाएं एप्लिकेशन को यहां किसी भी एसएमएस को भेज देगा या किसी निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्वास्थ्य केंद्र को तो आप देख सकते हैं कि आपको यहां भारी तकनीक की जरूरत नहीं है आप कई चीजें कर सकते हैं मैं कहूंगा अर्ध स्वायत्त तरीका से या अर्ध स्वचालित तरीका से मानव हस्तक्षेप के साथ जो महत्वपूर्ण बात है यह फोन आप एक साधारण फोन नोकिया फोन खरीद सकते हैं आप खरीद सकते हैं नोकिया इसके साथ वापस आ रहा है 3310 अब जो उपलब्ध है और आप इसके जैसा एक साधारण फोन खरीद सकते हैं क्योंकि आप केवल उस रंग संकेत के साथ केवल एक संदेश भेजना चाहते हैं वह रंग जिसे आप किसी विशेष तापमान पर मैप करते हैं सही और फिर आप बस कहते हैं आप जानते हैं कि आप बस इतना आसान मानचित्रण कर सकते हैं इसलिए हमें वह सब करना चाहिए जो हमें करने की आवश्यकता है इसलिए मुझे इसे यहाँ रखना है ताकि जिन महत्वपूर्ण सवालों के जवाब हमें अभी देने हैं वे आगे जा सके आप क्या कर सकते हैं कि आप माफ करें इस साधारण IR थर्मामीटर का उपयोग कर सकते हैं फिर से क्षमा करें मुझे क्षमा करें मैंने गलत शब्द का उपयोग किया है यह आईआर थर्मामीटर नहीं है मुझे खेद है मुझे कहना होगा कि यह एक लिक्विड क्रिस्टल थर्मामीटर है मुझे खेद है यह एक लिक्विड क्रिस्टल थर्मामीटर है इसे लिक्विड क्रिस्टल थर्मामीटर कहा जाता है यह वास्तव में लिक्विड क्रिस्टल थर्मामीटर कहा जाता है जो 40 रुपये से ऊपर लगभग 100 रुपये में कहीं से भी उपलब्ध है और इस सरल लिक्विड क्रिस्टल थर्मामीटर का अपने माथे पर उपयोग करें इस विशेष मैपिंग को पढ़ें जो आपके यहां है उस रंग के आधार पर जो कि उनमें से किसी एक में मैप करता है लिक्विड क्रिस्टल थर्मामीटर उस क्षेत्र में हाइलाइट करेगा अनुरूप रंग आप ले इस कीबोर्ड का उपयोग करें जिसे अब उस विशेष तापमान और रंग में मैप किया जाता हैऔर उस बटन को दबाएं संबंधित बटन को ताकि तापमान मूल्य जो की उस विशेष रंग के लिए मैप किया गया वह एक SMS पर निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र के लिए संप्रेषित हो तो यह सब बस यह इंगित करता है कि आप यह सब कहानी सरल लिक्विड क्रिस्टल थर्मामीटर के साथ कर सकते हैं जो उपलब्ध हैं उन्हें LCT या लिक्विड क्रिस्टल थर्मामीटर भी कहा जाता है जिसे LCT LCT कहा जाता है आप चाहें तो इस लिक्विड क्रिस्टल थर्मामीटर को इस छोटे से कंपनी जिसे थर्मो स्पॉट कहा जाता है खरीद सकते हैं आप इस थर्मो स्पॉट को देख सकते हैं इसे कम लागत वाले TALC शिक्षण सहायक भी कहा जाता है आप देख सकते हैं शिक्षण सहायक उपकरण कम लागत पर और मेरे हाथ में यहाँ एक नमूना है आप देख सकते हैं कि यह वही छोटा सा लिक्विड क्रिस्टल थर्मामीटर है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं सामान्य रूप से नवजात के लिए एक नवजात शिशुओं जो वे करते हैं वे इस छोटी सी डॉट को डालते हैं और आप को अंत में एक स्माइली देखना चाहिए यदि तापमान 365 है तो सही है जो कि सामान्य शरीर का तापमान है आपको एक स्माइली दिखाई देगा थर्मो विनियमन अच्छी तरह से बनाए रखा है आप सामान्य रूप से इसे बांह के नीचे या दाईं ओर नीचे रिब के नीचे की तरफ डालते हैं इन दोनों स्थानों को मापने के लिए है और वह पहले से ही है इसलिए यदि आप एक नवजात की निगरानी कर रहे है और आप पर बस इस तरह का एक साधारण फोन है तो आप इस लिक्विड क्रिस्टल थर्मामीटर एक फोन और सरल SMS के साथ के एक संयोजन का उपयोग कर सकते हैं तोIOT के तरह के सिस्टम के निर्माण के लिए इस डिज़ाइन की बड़ी कहानी क्या है जो आप देख रहे हैं विचार महत्वपूर्ण है चीजों को सरल कैसे बनाया जाए यह महत्वपूर्ण है आपको माप तकनीकों में मिलावट की जरूरत नहीं है या तापमान या सेंसर सभी अनुप्रयोग के लिए आप इसे हाइब्रिड तरीके से कर सकते हैं आप मैनुअल तरीकों का उपयोग कर सकते हैं आप संयोजन विधियों का उपयोग कर सकते हैं और अपने सिस्टम का एक साथ निर्माण करें इसलिए इस उदाहरण में हमने देखा कि हमने वास्तव में एक लिक्विड क्रिस्टल थर्मामीटर का इस्तेमाल किया कोर बॉडी टेम्परेचर माप के सभी उचित मानचित्रण के लिए सॉरी नवजात के तापमान को बस इसे या तो बांह के नीचे या सिर्फ दाहिनी तरफ पसली के नीचे लागू कर सकते हैं या फिर आप वयस्कों के लिए उपयोग कर रहे हैं आप बस इसे माथे पर भी लागू कर सकते हैं सही यह सभी संभावनाएं हैं साधारण फोन के साथ मापने की तो आप कई प्रौद्योगिकियों का संयोजन कर सकते हैं तो यह एक उदाहरण है कि आप कैसे माप कर सकते हैं दूसरी बात जो हमने कही वह है मेडिकल ग्रेड थर्मामीटर या मेडिकल ग्रेड IR थर्मामीटर के बारे में और तीसरे उदाहरण जो हमने कहा कि आप ऑटोमोबाइल का प्रोफाइल कैसे बनाते हैं एक ऑटोमोबाइल के अंदर आप एसी को देख रहे हैं खैर इसके लिए आप क्या कर सकते वह है कि आप उपयोग कर सकते हैं एक अन्य प्रकार का सेंसर यह भी है मैं इसको इंगित करता हूं यह इस लंबे के बारे में है यह एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की तरह दिखता है अनिवार्य रूप से यह एक चिकित्सा भी है यह एक IR थर्मामीटर भी है लेकिन यह मेडिकल ग्रेड नहीं है सही क्योंकि आप मेडिकल ग्रेड नहीं चाहते हैं आप निवेश नहीं चाहते हैं आप इस 01 डिग्री सेल्सियस की तरह की सटीकता नहीं चाहते हैं लेकिन आप एक बड़े क्षेत्र और विभिन्न क्षेत्रों की निगरानी करना चाहते हैं तो जो आप क्या खरीद सकते हैं वह यह है कि आप ऑटोमोबाइल के लिए खरीद सकते हैं 16 × 4 16 × 4 पिक्सेल IR थर्मामीटर आप इसे थर्मामीटर कह सकते हैं सही क्योंकि यह तापमान को मापता है सही तो इसका क्या मतलब है और आपको किस तरह के इतने सारे पिक्सेल की आवश्यकता है आपको 16 क्रॉस 4 पिक्सेल चाहिए क्योंकि आप इस तरह एक बड़े क्षेत्र को मापना चाहते हैं लेकिन आप ऊँचाई के मामले में बहुत ज्यादा नहीं चाहते हैं आप केवल बड़े विस्तृत के संदर्भ में चाहते हैं आप इसे विस्तृत चाहते हैं लेकिन आप y अक्ष पर यह नहीं चाहते हैं आप इसे बहुत ऊंचा नहीं चाहते हैं लेकिन x अक्ष पर आप इसे एक बड़े पैमाने पर बड़े क्षेत्रों को मापना चाहते हैं तो आप उन्हें 30 डिग्री × 120 डिग्री में प्राप्त करेंगे माप के लिए यह एक ऐसी चीज है जिसे आप आमतौर पर ऑटोमोबाइल में सभी माप के लिए उपयोग कर सकते हैं आइए हम इसे अगले चरण के रूप में लेते हैं और तापमान के इस माप को समझते हैं बहुत अधिक विस्तार के रूप में हम साथ चलते हैं तो सारांश में अगर आप परिवेश तापमान को माप रहे हैं आपको एक प्रकार के सेंसर की आवश्यकता हैयदि आप एक नवजात के शरीर के मुख्य तापमान को माप रहे हैं तो आपको दूसरे प्रकार के सेंसर की आवश्यकता होती हैयदि आप ऑटोमोबाइल के भीतर के तापमान को माप रहे हैं आपको अलग अलग IOT सिस्टम के तहत एक अलग तरह के सेंसर की जरूरत होती है अगर आप पोल्ट्री फार्म के अंदर के तापमान को माप रहे हैं हम कहते हैं कि आप मुर्गी के एक विशेष तापमान को मापने के लिए देख रहे हैं जो सभी पोल्ट्री फार्म के अंदर हैं आप जानते हैं कि वे मुद्दे और भी जटिल हैं वहां अगर बहुत ठंडा है चिकन खुद को एक साथ चोट पहुंचा रहे हैं यदि बहुत गर्म है तो एक तरह से वे पसीने में हैं और वे ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं आप जानते हैं यदि तापमान अधिक हो उनके पास भी बहुत सारे मुद्दे हैं इसलिए आखिरकार आप चाहते हैं कि उत्पादन बड़ा हो आप चाहते हैं कि आपका पोल्ट्री सिस्टम का उत्पादन अच्छा हो तोउस पोल्ट्री फार्म के अंदर आपके तापमान का माप सटीक होना चाहिए तो आपको वहां एक अलग तरह के तापमान माप की आवश्यकता है तो यह सब सारांश में कहता है कि आपका IOT सिस्टम जो आप बनाना चाहते हैं वह काफी हद तक एक महत्वपूर्ण पहलू पर निर्भर करता है और यह आवेदन के संबंध में है सही यह सबसे महत्वपूर्ण बात है इस को ध्यान में रखें कि कोई भी IOT एप्लिकेशन में आगे बढ़ाएगा सिस्टम बनेगा उन्हें समझेंगे और हम देखते हैं कि इन चीजों को वास्तव में इनमें से कई अनुप्रयोग के लिए कैसे बनाया जा सकता है